इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 02 बुनियादी अवधारणाएँ उदाहरण जारी तो उदाहरण के लिए इस V12 और V21 को जानने के लिए वापस आएं स्लाइड टाइम देखें 0020 तो यह वास्तव में बिंदु 1 है स्लाइड टाइम देखें 0031 और यह l एम्प है यह l एम्प है और यह बिंदु 2 है यह बिंदु 2 है यह है यह है तो यह वोल्टेज V12 है तो अगर V12 10 वोल्ट यह है इसलिए V21 होगा 10 वोल्ट यदि V12 बनाते हैं तो यह यह है 10 वोल्ट हो सकता है तो V21 होगा 10 वोल्ट यह समझ में आता है तो वोल्टेज पोलेरिटी के रेफरेन्स दिशा का रिप्रजेंटेशन करने के लिए आकार का उपयोग किया जाता है वोल्टेज V12 की व्याख्या की जा सकती है मैंने बिंदु 2 के संबंध में संभावित बिंदु 1 को V12 कहा है इसलिए तार्किक रूप से यह अनुसरण करता है कि V12 यदि V12 1 2 10 वोल्ट है तो V V21 होगा 10 वोल्ट इसलिए V V12 V V21 स्लाइड टाइम देखें 0151 तो आगे स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए एक ही वोल्टेज का आंकड़ा 17 2 का रिप्रजेंटेशन करने के लिए आते हैं तो यहाँ यह बिंदु 1 है यह 1 है और 2 यह एक लैंप है स्लाइड टाइम देखें 0210 तो यह 10 वोल्ट है तो बिंदु 1 बिंदु 2 से 10 वोल्ट ऊपर है यह अर्थ है इसी तरह अगर यह 1 है तो यह 2 है अब पोलेरिटी बदल गई है मान लीजिए यह है यह है तो यह रहा है और यह बना दिया गया है और यह बन गया है इसलिए यह एक भी हो सकता है यह एक है यह एक चीज है तो बिंदु 2 बिंदु 10 वोल्ट 1 अंक से ऊपर है इसलिए जब भी इस तरह की बात करें उनके रेफरेन्स बिंदु के रूप में लें अगर यह जैसा है अगर इसे वैसा ही दिया जाए इसका मतलब है बिंदु 1 जो कि टर्मिनल बिंदु 1 है वह बिंदु 2 से 10 वोल्ट ऊपर है और यहां यह यहां है यह 2 है यहां यह है 1 लेकिन 10 वोल्ट इसका मतलब है बिंदु 2 है बिंदु 1 से 10 वोल्ट ऊपर समझने योग्य यह समझ में आएगा टर्मिनल है क्योंकि रेफरेन्स बिंदु से अर्थ समान होगा तो यहाँ यह बिंदु 2 है 10 वोल्ट बिंदु 1 से ऊपर है यहाँ यह बिंदु 1 है 2 बिंदु से ऊपर 10 वोल्ट समझ में आता है तो एक ही वोल्टेज V12 के 2 बराबर रिप्रजेंटेशन या तो यह रिप्रजेंटेशन या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो जो कुछ भी था वह था यह अभी समझाया गया है इसलिए यह सामान्य तौर पर 1 से 2 तक वोल्टेज ड्रॉप 2 से 1 के वोल्टेज वृद्धि के बराबर है जिसका अर्थ समान है तो अगला पी या एनर्जी है स्लाइड टाइम देखें 0358 इसलिए सर्किट विश्लेषण में पी या एनर्जी कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल करंट और वोल्टेज दोनों ही वास्तव में सभी उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं क्योंकि आउटपुट शायद पी या उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रेजिडेंस में बल्ब है ट्यूब लाइट वहाँ है ये सभी पी या द्वारा दर्शाए गए हैं इसलिए इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज और करंट उपयोगी वेरिएबल्स होते हैं लेकिन वे स्वयं पर्याप्त नहीं होते हैं एक कारण यह है कि सिस्टम का उपयोगी आउटपुट अक्सर गैर इलेक्ट्रिक होता है और यह आउटपुट पी या एनर्जी के रेफरेन्स में आसानी से व्यक्त किया जाता है और दूसरी बात यह है कि आउटपुट या यदि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या उपकरण लें उनके पी या आउटपुट शायद सीमित हो सकते हैं 40 वाट शायद 1000 वाट लेकिन यह सीमित है तो एक और कारण यह है कि सभी प्रैक्टिकल उपकरणों में पी की मात्रा पर सीमा होती है या वे केवल कुछ उपकरणों को संभाल सकते हैं या विनिर्देश है अगर देखें कि कुछ भी बल्ब या कोई लाइट या फैन हो सकता है तो पाएंगे कि कुछ विनिर्देश हैं और एक महत्वपूर्ण विनिर्देश पी या है उदाहरण के लिए हमारे अनुभव से सभी जानते हैं कि 60 वॉट का बल्ब 40 वॉट के बल्ब से अधिक लाइट देता है क्योंकि 60 वॉट पी है जो 40 वॉट से अधिक का है यह भी जानते हैं कि जब हमारे बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो वास्तव में वाट एनर्जी की खपत होती है टाइम की एक निश्चित अवधि में या कि जो भी बिजली बिल का भुगतान करता है वह वाट ऑवर है यूनिट के सामान्य उच्च मूल्यों में किलो वाट ऑवर है तो कभी कभी इस छंद में एनर्जी को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि एनर्जी p या ऑवर से गुणा होती है क्योंकि अगर यह देखें कि एनर्जी p या ऑवर से गुणा है क्योंकि यह एक वाट ऑवर वाट ऑवर है अब पता है कि पी या एनर्जी का संबंध वोल्टेज और करंट से है क्योंकि अब संबंधित पी या एनर्जी का संबंध वोल्टेज से करंट के रूप में होगा तो पी या विस्तार या अवशोषित एनर्जी की टाइम दर है तो पी या वाट में मापा जाता है तो गणितीय रूप से p dw dt यह वास्तव में क्या है जो एक विस्तारित या अवशोषित एनर्जी की टाइम दर है तो यह p dw dt है जहां p p है या वाट w में जूल में एनर्जी है और t सेकंड में टाइम है तो इस एक्वेशन से 1 वाट है 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड यह एक जूल प्रति सेकंड है तो एक बार फिर पी या वास्तव में वाट में मेजर होता है तो गणितीय रूप से यह d से dw है और उस फिजिक्स से परिभाषा p है या एनर्जी के विस्तार या अवशोषित होने का टाइम दर है बस पी नहीं लिखें या एनर्जी की टाइम दर है तो यह सही नहीं है कि पी लिखना चाहिए या एनर्जी का विस्तार या अवशोषित करने का टाइम दर है स्लाइड टाइम देखें 0710 तो इसलिए एक्वेशन 11 से मैंने I dq dt और इसी तरह देखा है तो और 14 और 16 यह एक्वेशन 16 है इसलिए p dw dt इस एक्वेशन को dw dq dq dt लिख सकते हैं और dw dq ने देखा है कि यह V है और एक्वेशन 11 से I dq dt है i एक्वेशन 14 से यह dw dq v है तो पी v i तो यह वास्तव में पी एक पी या है तो यह एक्वेशन 7 है मुझे लगता है कि मुझे इसे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है अब यह समझ में आता है कि dw dt ने इसे पार्शियल डेरीवेटिव में लिखा है कि उनके डिफ्रेंटिएशन के श्रृंखला नियम लेकिन dw dq dq dt और dw dq v और dq यदि वह dw dq v है जो एक्वेशन 14 से है और i dq dt जो कि एक्वेशन 11 से है तो पी या वोल्टेज करंट तो एक्वेशन 17 से पता चलता है कि पी या बुनियादी सर्किट एलिमेंट्स से जुड़ा है एलिमेंट्स में करंट का उत्पाद है और एलिमेंट्स में वोल्टेज है इसलिए पी या टर्मिनलों की जोड़ी से जुड़ी एक मात्रा है और हमारी कैलकुलेशन से यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि क्या पी या एलिमेंट्स को वितरित किया जा रहा है या एलिमेंट्स द्वारा आपूर्ति की जा रही है अगर p या इसका चिन्ह है तो यह दिलचस्प है इसे समझना होगा यदि p या के पास साइन p है या एलिमेंट्स द्वारा वितरित या अवशोषित किया गया है यदि p या चिह्न या न्यूमेरिकल्स और अन्य चीजों में है तो इसके साथ आदी हो जाएगा और अगर दूसरी तरफ p या चिह्न है जो p है या एलिमेंट्स द्वारा आपूर्ति की जा रही है लेकिन लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि p या पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह है इसलिए यह सवाल है तो वोल्टेज की पोलेरिटी और करंट की दिशा पी के संकेत को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है स्लाइड टाइम देखें 0932 तो यह इस पर एक नज़र है यह एक सरल सर्किट एलिमेंट्स है यह कुछ है यह कुछ है तो यह यह है तो यह करंट चालू है खेद है कि यह टर्मिनल है करंट इस दिशा से बह रहा है और यहां वास्तव में वह क्या करेगा जब भी कोई पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करेगा करंट का संकेत पॉजिटिव है तो यह करंट टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है से टर्मिनल का मतलब है कि करंट प्रवाहित हो रही है तो पी vi तो यही कारण है कि पी या पॉजिटिव है इसका मतलब है यह एलिमेंट्स वास्तव में इलेक्ट्रिकल पी या तो अवशोषित कर रहा है इसका मतलब है जब मैं टर्मिनल छोड़ रहा हूं या टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हूं इसलिए जब यह प्रवेश कर रहा है तो नहीं छोड़ रहा है इस टर्मिनल को क्या कहते हैं इसका मतलब है इस दिशा में प्रवाहित होने वाली करंट तो पी v i अब यह वास्तव में टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है और जब करंट टर्मिनल लेना साइन को छोड़ रहा है उसी टाइम समझ सकता है कि वास्तव में i चालू है से एलिमेंट्स तो करंट क्या है जो कॉल टर्मिनल में प्रवेश करता है और जब करंट टर्मिनल छोड़ रहा है यह टर्मिनल छोड़ रहा है इसलिए करंट संकेत प्रतीक मैं दिशा लेगा यह नेगेटिव होगा तो p vi v उलटा है क्योंकि यह v है लेकिन मैं वहाँ एक संकेत है इसे बदल देगा vi इस चीज़ को पी को अवशोषित करना है या इस मामले में एलिमेंट्स p या आपूर्ति कर रहा है क्योंकि p वी तो एक इस में प्रवेश कर रहा है क्या कॉल टर्मिनल दूसरा टर्मिनल छोड़ रहा है इसलिए जब यह प्रवेश कर रहा है टर्मिनल चिन्ह को करंट का चिन्ह होना चाहिए और जब टर्मिनल छोड़ रहा हो तो यह होना चाहिए यह कुछ चीजें जो मेरा मतलब है कि बुनियादी चीज को ध्यान में रखना है तो पी के लिए रेफरेन्स पोलेरिटी या निष्क्रिय साइन कन्वेंशन का उपयोग करना अब पी या एक पॉजिटिव संकेत करने के लिए करंट की दिशा में और यह दर बात वास्तव में कुछ भी नहीं है तो वोल्टेज की करंट और पोलेरिटी की दिशा को 18 और बी में दिखाए गए आंकड़ों के साथ पुष्टि करनी चाहिए अब मैंने जो कुछ भी पैसिव साइन कन्वेंशन करंट से बताया वह वोल्टेज की पॉजिटिव पोलरिटी में प्रवेश करता है और यह केस p vi है क्योंकि यह करंट उनके पॉजिटिव पोलरिटी में प्रवेश कर रहा है जब भी पॉजिटिव पोलेरिटी में प्रवेश होता है तो मुझे लगता है कि करंट संकेत यह एक के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्यों पी vi है और इस मामले में इस चीज को चालू छोड़ रहा है टर्मिनल को लेना चाहिए यही कारण है कि पी vi स्लाइड टाइम देखें 1236 इसलिए इसलिए निष्क्रिय साइन कन्वेंशन से वोल्टेज की पॉजिटिव पोलेरिटी में प्रवेश होता है और यह केस p vi इसका मतलब है vi 0 तो vi 0 का तात्पर्य है कि एलिमेंट्स p को अवशोषित कर रहा है या जब p जब p vi इसलिए एलिमेंट्स जिसे इस मामले में vi नेगेटिव कहा जाता है जैसा कि चित्र b एलिमेंट्स वास्तव में विमोचन या आपूर्ति करता है या पाठ के दौरान या इस पाठ्यक्रम के दौरान निष्क्रिय हस्ताक्षर कन्वेंशन का पालन करेंगे इसलिए मैं एक बार फिर से सुझाव देता हूं क्योंकि बाद में वेरिएबल्स ण किसी भी समस्या को हल करेंगे यह दूसरी बात है तो मूल बात शुरू में होनी चाहिए और यह स्पष्ट होनी चाहिए इसका मतलब है जब पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करना हो तो मैं पॉजिटिव होना चाहिए जब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूं तो निगेटिव होना चाहिए तो जब यह पॉजिटिव होता है तब यह एलिमेंट्स p को अवशोषित करता है या जब यह नेगेटिव एलिमेंट्स होता है तो यह एलिमेंट्स vi का अर्थ है कि यह p को आपूर्ति या वितरित कर रहा है या यही कारण है कि vi है इसलिए निष्क्रिय साइन कन्वेंशन संतुष्ट है जब मैंने कहा था कि करंट एक एलिमेंट्स और पी vi के पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करता है होवर यदि करंट नेगेटिव टर्मिनल से होकर गुजरता है तो p vi इसका मतलब है अगर मुझे लगता है कि यह दूसरे तरीके से आ रहा है तो मुझे लगता है कि यह नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है मैंने यहां भी बना दिया है यह एक और तरीका है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है तो p vi करंट में प्रवेश नेगेटिव टर्मिनल p vi है अन्यथा करंट पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है या नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से जा रहा है जिस तरह से आसान आसान तरीका पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है इसलिए यह vi है नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करने वाला करंट है vi पॉजिटिव टर्मिनल एलिमेंट्स के माध्यम से प्रवेश करने वाला p अवशोषित कर रहा है या नेगेटिव टर्मिनल एलिमेंट्स के माध्यम से प्रवेश कर रहा है p या आपूर्ति कर रहा है या मुझे आशा है कि यह इसे समझ गया है आवश्यकता है स्लाइड टाइम देखें 1452 तो सामान्य तौर पर p या अवशोषित p या आपूर्ति की जा सकती है जिस तरह से यह I12 I21 V V12 V21 होगा उसी तरह से समान अवधारणा p या अवशोषित p या लिखी जा सकती है क्योंकि p या संतुलन या एनर्जी संतुलन के बराबर है अब यह संतुष्ट होना है अब उस आकृति को देखें यह आंकड़ा एक बिंदु है जो अवशोषित पी के साथ एलिमेंट्स के 2 मामलों को दिखाता है या यदि यहाँ देखें कि p या प्रवेश कर रहे हैं तो यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करने वाला खेद करंट है और यह 5 वोल्ट है तो पी या क्या होगा V 5 वोल्ट 4 है और I 4 एम्पियर तो पी या 5 4 होगा तो 20 वाट क्योंकि करंट में प्रवेश पॉजिटिव टर्मिनल एक ही बात देखो यह अब इस पर बना है यह 2 है और यह यहाँ है यह एक प्रवेश में है पॉजिटिव टर्मिनल लेकिन यहाँ भी अगर यह देखें कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से प्रवेश कर रहा है क्योंकि करंट इस तरह जाता है और इस तरह से जाता है तो इस मामले में बस पकड़ इसलिए इस मामले में यह i 4 एम्पियर है तो यह है कि इस तरह से जाने वाले करंट को क्या कहते हैं जैसे कि यह 4 एम्पियर है तो पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करने वाला करंट और इस मामले में भी पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करने वाला करंट इस तरह से जाता है इस तरह से 4 एम्पियर भी होता है तो अंततः दोनों मामले पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं लेकिन यहां यह 1 2 है यहां 1 2 भी है लेकिन यह इस में है तो इस मामले में भी पी 5 4 तो इसका मतलब है 20 वाट को क्या कहते हैं तो दोनों मामले एलिमेंट्स वास्तव में पी को अवशोषित कर रहे हैं या तो दोनों सर्किट इसे लागू करते हैं पी को अवशोषित कर रहे हैं या तो दोनों दोनों क्या कहते हैं दोनों सर्किट वास्तव में पी को अवशोषित करते हैं या इसलिए मुझे आशा है कि यह समझ में आया होगा तो दोनों सर्किट यह p 20 वाट 5 4 है यहां भी 5 20 केवल एक चीज है उस पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से यहां प्रवेश करने वाले करंट को भी देखें यह इस तरह से चलता है जैसे मैं हिलाता हूं इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यह समझना चाहिए फिर बाद के चरण के लिए चीजें आसान हो जाएंगी अब यह एक अब यह है अगर पी के एक आपूर्ति के साथ एलिमेंट्स के 2 मामलों को देखो या इस मामले में यदि यह देखें कि करंट में वास्तव में प्रवेश कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल तो बस मैं इस चीज के लिए रहूंगा बस मैं इसे इस तरह से बना दूंगा यह 4 एम्पियर है इसलिए करंट इस तरह चल रहा है तो यह है कि यह दिशा यहाँ दी गई है इसलिए करंट वास्तव में नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है तो मुझे एक नेगेटिव के रूप में लिया जाना चाहिए इसलिए पी 4 5 इसलिए 20 वाट इसका मतलब है यह एलिमेंट्स वास्तव में पी या आपूर्ति करता है इसी तरह यहाँ भी करंट प्रवेश कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल तो यह इस तरह जा रहा है तो करंट में प्रवेश करें नेगेटिव टर्मिनल यहां भी यह है इसलिए यह होगा 4 5 इसलिए 20 वाट इसका मतलब है पी या नेगेटिव है तो यह एलिमेंट्स पी या या पी की आपूर्ति कर रहा है या तो यह वास्तव में लिया गया है 20 वाट और 20 वाट स्लाइड टाइम देखें 1922 इसलिए अब एनर्जी के संरक्षण के किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट लॉ का पालन करना चाहिए इस कारण से किसी भी टाइम थोड़ा कम होने की उम्मीद है यह है कि यह पठनीय है यह कर सकता है इस कारण से किसी भी टाइम पर इस कारण का पालन करना चाहिए पी के एल्जेब्रिक योग या एक सर्किट में 0 होना चाहिए इसलिए सामान्य सिग्मा पी या 0 p 0 में लिख सकते हैं हमारा अर्थ सर्किट में है कई वोल्टेज स्रोत और कई इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हो सकते हैं इसलिए कई मामले p या वितरित किए जाएंगे और p को अवशोषित किया जाएगा तो कुल पी या वितरित और कुल या किसी अन्य तरीके से मैं उस पी या वितरित पी या वितरित या एक आपूर्ति पी या अवशोषित 0 डाल सकता हूं इसलिए इसलिए इस मामले में पी या उस सिग्मा के मामले में भी पी 0 इसका मतलब है सभी पी या बाद के योग को बाद में देखेंगे कि यह कैसे इस पी को कॉल करता है या वितरित करता है पी या अवशोषित करता है जो बाद में देखेंगे तो सामान्य योग में सिग्मा 0 यह है तो यह एक्वेशन 18 यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सर्किट को आपूर्ति की जाने वाली कुल पी या आपूर्ति की गई कुल पी या अवशोषित होनी चाहिए तो यह अवधारणा है जिस तरह से सिग्मा पी 0 लिखते हैं यह बहुत बाद में दिखाई देगा जब मैं उदाहरण लूंगा अब एनर्जी w की कैलकुलेशन करने के लिए सर्किट एलीमेंट द्वारा आपूर्ति या अवशोषित दस बार t 0 और t इंटीग्रेटेड p या इसलिए हो सकता है इसलिए पता है कि p या dt dt इसलिए dw मै समझ में नहीं आ रहा है पहले p या देखा है dw dt तो यदि इंटेग्रटे किया जाएगा तो dw pdt होगा तो w टाइम t 0 से 2 pdt लेकिन p vi स्थानापन्न यहाँ p vi इसलिए टाइम t0 से t dt है इसलिए यह एनर्जी है इसलिए एनर्जी कार्य करने की क्षमता है तो एनर्जी को जूल में मापा जाता है तो w जूल में मापा जाता है तो इलेक्ट्रिक पी या उपयोगिता कंपनियां वाट ऑवर या किलो वाट ऑवर में एनर्जी को मेजर हैं तो 1 वाट ऑवर 3600 जूल इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस कुछ और उदाहरणों पर जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि यह समझ गया होगा कि मूल अवधारणा को क्या कहते हैं वोल्टेज को पी या वोल्टेज और निष्क्रिय साइन कन्वेंशन और फिर पी के मामले में या उस कॉल को वह या जो अवशोषित या वितरित किया जाता है उसी तरह वोल्टेज के मामले में जो बिंदु दूसरे बिंदु 1 से अधिक है उच्च बिंदु अन्य बिंदु की तुलना में अधिक है जो प्रति वोल्टेज है यह सब बातें उम्मीद से समझ में आ गई हैं इसलिए एक ऑवर 3600 जूल अब उन कुछ सरल उदाहरणों पर आते हैं कि 5524 इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितना आवेश का रिप्रजेंटेशन किया जाता है यह उदाहरण 1 है रेफरेन्स स्लाइड देखें 2246 तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में e 1602 10 से p या 19 कूलम्ब है जो यहां ज्ञात होता है कि 5524 इलेक्ट्रॉनों में होगा 1602 10 से p या 19 इलेक्ट्रॉन प्रति इलेक्ट्रॉन 5524 जो कारण लेखन है लिख रहे हैं 1602 10 से प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति कूलम्ब 5524 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो कुल होगा 8849 10 से p या 16 कूलम्ब यहां स्कैनिंग के लिए बहुत कम कटौती की गई है तो यह वास्तव में कूलम्ब है अब उदाहरण 2 एक टर्मिनल में प्रवेश करने वाला कुल शुल्क वास्तव में यह है यह वास्तव में पृष्ठ संख्या 17 है जिसे q 3tsin 2π t मिली कूलम्ब द्वारा दिया गया है तो करंट को t 04 सेकंड पर निर्धारित करें बहुत ही साधारण सी चीज़ q दी गई है तो पता है कि मैं dq dt तो 3 t sin 2ϕt तो यह 2π t है तो अगर यह एक का डेरीवेटिव ले लो तो यह i 3 sin 2 pi t 6 pi t कोसाइन 2π t है कि मिलि एम्पियर है क्योंकि यह है कि यह वास्तव में यह मिल्ली कूलम्ब में है तो यही कारण है कि यह मिलि एम्पियर लिख रहे हैं तो t 03 सेकंड पर इसलिए यहां t 03 सेकंड रखें तो इस मामले में i 3 sin 2π03 6 pi 03 का कोसाइन 2π 03 मिली एम्पियर इसलिए कंप्यूटिंग के बाद यह t 04 सेकंड में i 1106 मिलि एम्पियर मिलेगा तो यहाँ जानते हैं कि वास्तव में यहाँ यह है कि यह होना चाहिए कि यह क्या 03 होना चाहिए क्योंकि यहाँ मैंने t 03 लिया है लेकिन यहाँ जानते हुए कि यह लिखते टाइम इसे 04 बनाया गया है यह 03 होना चाहिए तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो यहाँ यह है कि यह पता है कि यह एक स्क्रीन है यहाँ सुधार नहीं कर सकता है तो यह वास्तव में यह एक है वास्तव में यह एक होगा वास्तव में t 03 हुह होगा तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो इसीलिए यहाँ t 03 बनाया गया है इसलिए अगला एक कुल चार्ज निर्धारित करता है उदाहरण 1 03 एक टर्मिनल में प्रवेश करने वाले कुल चार्ज को दस टी 2 सेकंड और टी 4 सेकंड निर्धारित करें तो टर्मिनल से गुजरने वाले करंट को i 2 t2 t एम्पियर दिया जाता है स्लाइड टाइम देखें 2545 यह मुझे दिया जाता है और टाइम अवधि 2t 2 सेकंड से 4 सेकंड तक दी जाती है तो एक्वेशन 12 का उपयोग करके जो कि i dq dt i dq dt पता है तो dq idt इसलिए q इंटीग्रेशन ydt लेकिन टाइम सीमा t0 से t है तो यह एक्वेशन 12 से है तो यह t0 दिया जाता है यह 2 t 2 सेकंड और t 4 सेकंड दिया जाता है तो यहाँ वास्तव में t0 2 सेकंड है यहाँ यह t0 2 के बराबर है और यह t 4 सेकंड है तो यह 4 2 t 2 t dt इसलिए यदि इसे इंटेग्रटे किया जाए तो यह 2 से 3 t 3 t 2 से 2 की सीमा 2 से 4 होगी अगर सरल हो तो q 3133 कूलम्ब तो अगला उदाहरण है 14 तो किसी दिए गए सर्किट एलिमेंट्स के लिए चार्ज बनाम टाइम qt 0 द्वारा t से कम 0 और qt 2 2100t के लिए दिया जाता है t के लिए qt को प्लॉट करना पड़ता है और यह बनाम टाइम होता है Qt को पहले से ही दिया गया है इसे प्लॉट करना है फिर यह पता लगाना है कि दोनों को प्लॉट करना है तो समाधान पता है कि यह dq dt स्लाइड टाइम देखें 2719 इसलिए इसे 0 से कम t के लिए qt 0 दिया जाता है इसलिए यह वास्तव में है यदि डेरीवेटिव भी t से कम के लिए 0 तो वास्तव में जब भी लेते हैं तो यह 0 से कम होता है इसका मतलब है कि यह पिछले इतिहास की तरह कुछ है सर्किट बाद में क्षणिक में यह देखने की कोशिश करेगा कि यह सर्किट का अतीत इतिहास है तो यही कारण है कि यह गणितीय रूप से यह दर्शाता है कि क्या कॉल है जो कि t से कम है 0 इसलिए इस मामले में qt 0 इसलिए t 0 से कम के लिए इसलिए यह 0 है और जब qt 2 2 e से p या 100 t डेरीवेटिव dqt dt लेते हैं तो यहां यदि ऐसा करते हैं तो यह 200 e से पी या 100 t के t से अधिक के लिए होगा अब qt की साजिश है और यह आंकड़ा 2 में दिखाया गया है यह qt qt का प्लॉट पहले से ही दिया गया qt पहले से ही दिया गया है तो इस मामले में अगर t इस अभिव्यक्ति में डाल दिया जाता है अगर t 0 डाल दिया जाता है तो ई या पी से क्या होगा 0 इसलिए वास्तव में 1 इसलिए 2 2 0 स्लाइड टाइम देखें 2831 तो ग्राफ 0 से शुरू होता है और जब t बढ़ रहा होता है तो यह मिलीसेकंड में होता है इसलिए जब t अंततः बढ़ रही है तो यह स्थिर स्थिति 2 तक पहुंच जाएगी जब यहाँ जब t 0 से अधिक की तरह t बढ़ रहा है और t बढ़ता जा रहा है तो t अनन्तता की ओर बढ़ रहा है इसका मतलब है यह शब्द गायब हो जाएगा केवल 2 वहाँ होगा अतः यही कारण है कि रेफरेन्स टाइम 2854 निकट आ रहा है और यह qt है कि कूलम्ब है जो कि 2 कूलम्ब है और यह करंट है जब यह t 0 होता है तो करंट 200 एम्पियर होता है क्योंकि जब t 0 होता है अवधि 1 है इसलिए यह 200 है इसलिए यह 200 से शुरू हो रहा है और जब t बढ़ रहा है जब t इस करंट को बढ़ा रहा है तो वास्तव में 0 की ओर आ रहा है और जब t को अनंतता तक ले जाता है तो यह अनंत होता जा रहा है यह शब्द लुप्त हो जाएगा 0 इसलिए स्थिर अवस्था में करंट 0 होगा तो यह है इस चीज़ का प्लॉट यह टाइम बनाम है और यह qt बनाम टाइम है तो चार्ज का एक प्लॉट और यह करंट का प्लॉट है स्लाइड टाइम देखें 2942 इसलिए एक और उदाहरण 15 का उदाहरण दें एक एलिमेंट्स के माध्यम से बहने वाला करंट यह है कि i एक एम्पियर t से अधिक 0 और t 1 से कम है और दूसरी बात अगर यह 1 से अधिक t के लिए 3 t 2 एम्पियर है और जब करंट टाइम दस 0 और 1 के बराबर है तो करंट एक एम्पियर है जो करंट है और जब t 1 से अधिक है तो यह 3 t 2 एम्पियर दिया गया है तो एलिमेंट्स को t 0 सेकंड से t 2 सेकंड तक दर्ज करने वाले चार्ज का पता लगाना होगा तो यह एलिमेंट्स को t 0 सेकंड से t 2 सेकंड तक दर्ज करने का चार्ज निर्धारित करता है तो पता है कि q t0 to idt अभी देखा है और t 0 से t 1 idt t 1 से t i dt है तो 2 टाइम का अंतराल है यह t0 है और यह t 1 है t 1 एक सेकंड है तो 0 से 1 तो t 0 से t 1 तक तो यह t0 है वास्तव में t 0 वास्तव में 0 है और t 1 एक दूसरी चीज है जिसे दस 2 सेकंड होना चाहिए तो एक और है कि t 1 से t इसलिए t 1 फिर से एक सेकंड है यह एक और t 2 सेकंड है तो 2 मुझे आशा है कि यह समझ में आता है क्योंकि जब यह t0 से t समझ रहे हैं तो 2 अंतरालों में से एक 0 से 1 है और दूसरा 1 से अधिक है लेकिन यह पता लगाना है कि यह दस 0 से 2 सेकंड का है तो 0 से 1 कि t0 0 और t 1 1 है और फिर यह एक तो t 1 से t t 1 1 फिर 1 से 2 सेकंड और t 2 क्या है यह idt है तो इसे 0 से 1 i 1 dt लिखा जा सकता है क्योंकि यह एक एम्पियर दे रहा है तो मैं इस मामले में i दस के अंतराल में 0 और 1 i एक एम्पियर तो इसीलिए यह दस में से एक dt है और जब t एक से अधिक है तो यह 3 t 2 a है तो 1 t t 1 से लेकिन दस 0 और 2 सेकंड होना चाहते हैं तो 1 से 2 यह 3 t 2 dt होगा यह सरल बात है लेकिन मुझे आशा है कि यह समझ में आ गया है कि कब इंटेग्रटे होगा और इसे हल करेगा q 8 कूलम्ब यह वास्तव में 8 सी 8 है इसलिए मैं समझने के लिए एक बार फिर से दोहराता हूं क्योंकि और यदि पहले वर्ष में शुरू होता है कि यह दस में से एक है 0 और एक यह है कि यह t 0 0 t 1 1 है लेकिन प्रवेश करने के लिए चार्ज निर्धारित करना होगा t 0 सेकंड से t 2 सेकंड तक का एलिमेंट्स लेकिन पहले इस पर विचार करना होगा क्योंकि 0 से 1 तो यह एक एम्पियर है तो t 0 से t idt और फिर t 0 को यह क्या कहते हैं t 0 को t 1 से t 1 तो t 1 को t 1 को t और फिर 0 से 1 को दस से 1 करेंट में एक एम्पियर है तो एक dt कि यह एक से अधिक है इसलिए यह एक से 2 3 t 2 dt है क्योंकि एक्सप्रेशन 3 t 2 है यह 1 से अधिक है लेकिन एक में दस 1 और 2 हो इसका मतलब है यह 3 t 2 d dt यदि इसे इंटेग्रटे किया जाए तो यह 1 7 होगा तो 8 कूलम्ब मैं आशा करता हूं कि यह सरल बात अब समझ में आ गई है कि एक और बात यह है कि यह वास्तव में पृष्ठ संख्या 19 है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक प्रतिरोधक में 8 किलो जूल प्रति मिनट की दर से गर्म करने के लिए परिवर्तित किया जाता है और प्रति मिनट 300 कूलम्ब प्रति मिनट की दर से प्रवाहित होने वाली कॉल और चार्ज को क्या कहते हैं तो रोकनेवाला टर्मिनल में वोल्टेज अंतर क्या है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक रिजिस्टर में 8 किलो जूल प्रति मिनट की दर से गर्म करने के लिए परिवर्तित किया जाता है और इसके माध्यम से प्रवाहित होने पर 300 कूलम्ब प्रति मिनट की दर से चार्ज किया जाता है तो रोकनेवाला टर्मिनल में वोल्टेज अंतर क्या है तो इस मामले में पता है कि v p i वह p या है इसका मतलब है पी को प्रति मिनट 8 किलो जूल दिया जाता है तो यह 8 103 है इसलिए 1000 जूल प्रति मिनट और q दिया जाता है जो प्रति मिनट 300 कपल होता है तो यह प्रति मिनट 300 कूलम्ब है स्लाइड टाइम देखें 3356 तो यह 2667 जूल प्रति कूलम्ब है जो प्रति कूलम्ब जूल है वोल्टेज पहले देखा है तो v 2667 वोल्ट तो और एक और बात है और एक एनर्जी स्रोत एक लैंप के माध्यम से प्रवाह करने के लिए 6 सेकंड के लिए 4 एम्पियर के निरंतर प्रवाह को मजबूर करता है यदि 4 किलो जूल लाइट के रूप में बंद कर दिया जाता है और गर्मी एनर्जी लैंप के पार वोल्टेज ड्रॉप का निर्धारण करती है तो यह बता रहा है कि एनर्जी स्रोत एक लैंप के माध्यम से प्रवाह करने के लिए 6 सेकंड के लिए 4 एम्पियर के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं यदि 4 किलो जूल को लाइट और गर्मी एनर्जी के रूप में बंद कर दिया जाता है तो लैंप में वोल्टेज ड्रॉप का निर्धारण करें तो कुल आवेश q पता है कि i dq dt तो सामान्य तौर पर वह dq i dt लिख सकता है तो यहाँ डेल्टा eq i dt लिख रहे हैं तो डेल्टा eq तो मुझे 4 एम्पियर दिया गया है यह 4 एम्पियर है स्थिर और टाइम t 6 सेकंड है तो डेल्टा t 6 सेकंड तो 4 6 यानि कि 24 कौलम्ब तो और वोल्टेज ड्रॉप पता वोल्टेज कि संभावित अंतर dw dq तो यहाँ v v के लिए लिख रहे हैं डेल्टा w में डेल्टा eq द्वारा तो यह 4 किलो जूल दिया जाता है तो 4 103 q को 24 कूलम्ब मिला तो यह एक 16667 वोल्ट है अब 18 p की कैलकुलेशन करें या t 4 मिलीसेकंड पर एक एलिमेंट्स को वितरित करें यदि करंट में इसके पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश i 4 cos 100 t एम्पियर है तो और वोल्टेज है और वोल्टेज a 3 दिया जाता है v 3 i एक अभिव्यक्ति दूसरे को v 3 di द्वारा dt दिया जाता है तो यह वह ऑवर है जो p की कैलकुलेशन करता है या एक एलिमेंट्स को t 4 मिलीसेकंड पर वितरित करता है यदि इसके पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करने वाला करंट i 4 cos100πt एम्पियर है और वोल्टेज v 3 i और v didt है तो समाधान सरल है v 3 I तो 3 4 क्रॉस 100 pi t स्लाइड टाइम देखें 3634 तो 12 cos 100 πt इसलिए पी या पी vi एक बात सुनो यह कवर कर रहा है तो सामान्य तौर पर यह एक डीसी डीसी सर्किट डीसी कोड है लेकिन साइन कोसाइन फ़ंक्शन का एक या दो सरल उदाहरण मैं ले रहा हूं और साइन कोसाइन का विस्तार साइन कोसाइन के रेफरेन्स में किया गया है सिंगल फेज पी या 3 फेज पी या जब एसी सर्किट आएगा यहाँ केवल उस टाइम फ़ंक्शन पी या इस चीज़ की भावना देने के लिए है लेकिन बाद में देखेंगे कि सिंगल फेज सर्किट में पी या पी या अभिकलन अलग होगा और 3 फेज भी कुछ दिलचस्प है लेकिन यहां यह है कि यह यहां सरल है केवल भावना देने के लिए टाइम फंक्शन के रेफरेन्स में दिया जाता है लेकिन यह सिर्फ एनर्जी पी या मूल अवधारणा के बारे में थोड़ा जानने के लिए है तो p यदि vi बनाते हैं तो यह एक्सप्रेशन होगी यदि इन सभी 2 को गुणा करें तो यह 48 cos2100 t होगा लेकिन जब t 4 मिलीसेकंड रेफरेन्स स्लाइड टाइम 3738 कि 4 10 से p या दूसरा विकल्प यहाँ t 4 मिलीसेकंड है तो p 48 cos2 मिलेगा जो भी इसके अंदर आएगा उसे p 4603 वाट मिलेगा अब एक और बात यह भी बताई जाती है कि v 3 di dt तो यह 3 है और dt di को i की एक्सप्रेशन दी गई है जिसे 4 cos 100 πt दिया गया है तो यहाँ यह i 4 cos100πt है डेरीवेटिव v 1200 pi sin 100 πt लें तो पी v i तो यह v की एक्सप्रेशन है और यह i 4 cos 100πt की गुणा है और p प्राप्त करेगा 2400 πsin 200πt t 4 मिलीसेकंड कि 4 10 3 सेकंड डाल यहाँ t 4 10 3 इसे यहाँ डालें यह मिलेगा कि यह p 44318 वाट है जो 44318 किलोवाट है इसलिए इस पर कुछ और उदाहरण बाद में देखने को मिलेंगे तो इस तक यह कुछ एहसास देगा लेकिन करंट और वोल्टेज के टाइम भिन्नता के बारे में लेकिन हर टाइम भिन्नता अन्य चीजों को सिंगल फेज वाली चीज के लिए देखेगा लेकिन यह केवल एक पहला विचार होगा डीसी सर्किट बेसिक कॉन्सेप्ट फिर बुनियादी लॉ बुनियादी थेओरेम्स यह क्षणिक या पहला ऑर्डर सर्किट है केवल और उसके बाद क्या कॉल करेगा लेकिन ये हैं पी या कट करंट सब कुछ टाइम में लिया जाता है जैसे शुरुआत में कुछ स्वाद देगा Glosary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय polarity पोलेरिटी ध्रुवदर्शकता reference रेफरेन्स संदर्भ representation रिप्रजेंटेशन प्रतिनिधित्व practical प्रैक्टिकल व्यावहारिक numericals न्यूमेरिकल्स तो प्रश्न convention कन्वेंशन सम्मेलन algebric एल्जेब्रिक बीजगणित